नमस्कार बायोलॉजी फॉर इंजिनियर्स एंड अदर नॉन बायोलॉजिस्ट पर वीडियो की इन श्रृंखलाओं में आपका फिर से स्वागत है आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं अब इससे पहले कि मैं बात करूं की डीएनए कैसे अपने आप को कॉपी करता है डीएनए संरचना के बारे में जानना और हमारी स्मृति को ताज़ा करना महत्वपूर्ण है अब हम सभी जानते हैं कि DNA एक डबल स्टैंडर्ड अणु है और यह छोटी इकाइयों से बना होता है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है अब प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड स्वयं फॉस्फेट शुगर बैकबोन से बना है तो इसके पास एक फॉस्फेट पेन्टोस शुगर और नाइट्रोजनस आधार है अब यह नाइट्रोजनीस बेस या तो एडीनिन या थाइमिन या ग्वानिन या साइटोसिन हो सकता है तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में मूल रूप से एक नाइट्रोजनस आधार होता है और यह नाइट्रोजनस आधार एक पेन्टोस शुगर से जुड़ा होता है और परिणामस्वरूप पेन्टोस शुगर का पांचवा कार्बन फॉस्फेट समूह से जुड़ा हुआ है अब हम जानते हैं कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड हम कहते हैं कि यह न्यूक्लियोटाइड 1 है अब यह न्यूक्लियोटाइड 1 अपने इस पेन्टोस शुगर में यह पहला दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा कार्बन है अब हम जानते हैं कि हर बार इस न्यूक्लियोटाइड को अगले आने वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है यह पेन्टोस शुगर के तीसरे कार्बन में मौजूद हाइड्रॉक्सिल समूह है जो इस मामले में डीऑक्सीराइबोज़ है को इंटरेक्ट करना है तीसरे पर यह हाइड्रॉक्सिल समूह है 3 प्राइम कार्बन अगले आने वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है और इंटरेक्ट करता है तो अगर आपके पास है हम कहते हैं अगला हम कहें कि यह न्यूक्लियोटाइड कुछ था हमें कहते हैं कि यह एक T था और फिर इसे अगले आने वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना होगा पेंटोस शुगर में यह 3 प्राइम हाइड्रॉक्सिल अगले आने वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा जिसमें फिर से अपना पेंटोज शुगर होगा इसका अपना नाइट्रोजनस बेस होगा और इसमें अल्फा बीटा और गामा फॉस्फेट होंगे तो यह 3 प्राइम हाइड्रॉक्सिल फ़ॉस्फ़ोडिएस्टर बॉन्ड बनाने जा रहा है इस पर न्यूक्लियोफ़िलिक अटैक होगा पहले अल्फा फ़ॉस्फ़ेट पर और इसलिए आपको पहला फ़ॉस्फ़ोडिएस्टर बॉन्ड बना हुआ मिलता है तो आपको क्या मिलता है आपको पहला न्यूक्लियोटाइड मिलता है इसके फॉस्फेट के साथ इसकी शुगर के साथ और इसके नाइट्रोजनस बेस के साथ हम कहते हैं N1 और यह बनाता है यह तीसरा कार्बन फिर से आने वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ एक बॉन्ड बनाता है आइए हम कहते हैं N2 अब आप जो नोटिस करते हैं यह हमेशा 5 प्राइम है फॉस्फेट जो 5 प्राइम कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए आपके पास यहां एक और कार्बन होगा और फिर यह इसी तरह इस केस में यह पेंटोस शुगर से जुड़ा पांचवा कार्बन होगा तो आप हमेशा देखते हैं यह शुगर का तीसरा कार्बन है जो फॉस्फेट के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है जो पांचवें कार्बन से जुड़ा होता है यही कारण है कि आप पाते हैं कि स्ट्रैंड या पोलीमराइजेशन डीएनए के लिए अधिक से अधिक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है तो इससे पहले कि मैं डीएनए प्रतिकृति में जाऊं कुछ चीजें हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है पहला जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड संरचना है यह न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक है प्रत्येक आने वाले न्यूक्लियोटाइड एक फॉस्फोडाइस्टर बांड के माध्यम से पिछले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है और यह इनकमिंग हमेशा दिए गए स्ट्रैंड के 3 प्राइम छोर पर होती है तो यह एक बात है जो मैं चाहती हूं कि आप याद रखें और मैं इस पर वापस आऊंगी जब हम डीएनए प्रतिकृति के मेकैनिज्म के बारे में बात करेंगे दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वह यह है कि जब आप डीएनए डबल हेलिक्स देखते हैं हम कहते हैं कि यह एक स्ट्रैंड है जो 5 प्राइम से 3 प्राइम में जा रहा है दूसरा स्ट्रैंड इसके कॉम्प्लिमे᠎̮न्ट्रि जाएगा अब कॉम्प्लिमे᠎̮न्ट्रि से आपका क्या मतलब है हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि हमेशा एडेनिन बेस थाइमिन समूह के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जबकि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इस स्ट्रैंड में हर बार 5 प्राइम से 3 प्राइम हम कहते हैं कि आपके पास एक एडेनिन एक थाइमिन एक साइटोसिन और एक ग्वानिन होता है अब क्या होगा यह दूसरा स्ट्रैंड इसका कॉम्प्लिमे᠎̮न्ट्रि होगा तो डीएनए संरचना में भी 2 स्ट्रैंड कॉम्प्लिमे᠎̮न्ट्रि हैं इसलिए यदि यह 5 से 3 प्राइम में जाने वाली एक निश्चित अनुक्रम के साथ पहली स्ट्रैंड है तो दूसरा स्ट्रैंड इसके लिए कॉम्प्लिमे᠎̮न्ट्रि होगा लेकिन यह एंटीपैरल भी होगा तो चलिए सरलता के लिए हम कहते हैं कि यह एक स्ट्रैंड है जो इस क्रम से A T C और G के साथ 5 प्राइम से 3 प्राइम में जा रहा है फिर इस स्थिति में कॉम्प्लिमे᠎̮न्ट्रि स्ट्रैंड में C होगा इस स्थिति में एक G होगा इस स्थिति में A होगा और यहाँ एक T होगा और शुगर फॉस्फेट बोन जो इसे एक साथ रखती है विपरीत दिशा में जा रही है 5 प्राइम से 3 प्राइम तो यह है ये 2 प्रमुख विशेषताएं हैं जिन्हें मैं चाहती हूं आप ध्यान में रखें एक यह है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड कॉम्प्लिमे᠎̮न्ट्रि हैं इसलिए एक अर्थ में यदि आप एक स्ट्रैंड के अनुक्रम को जानते हैं तो वह एक स्ट्रैंड जानता है और उसके पास जानकारी है की दूसरे स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या होगा इसलिए यह जानकारी DNA में पहले से ही कोडेड है बेस पेयरिंग की क्षमता के लिए धन्यवाद दूसरी बात यह है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड एंटीपैरल हैं और आप दिशात्मकता कैसे तय करते हैं जैसा कि मैंने अभी हाल ही में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के गठन के माध्यम से उल्लेख किया है कि यह 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में है क्योंकि प्रत्येक आने वाले न्यूक्लियोटाइड पहले से बैठे न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम हाइड्रॉक्सिल के साथ एक फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड बनाएंगे तो पॉलिमराइजेशन क्रमिक न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में हो रहा है अब यह डीएनए संरचना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण मूल बातें हैं और इस की प्रासंगिकता तब और स्पष्ट हो जाएगी जब हम ठीक से देखेंगे कि डीएनए प्रतिकृति कैसे होता है अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि डीएनए प्रतिकृति क्या है खैर डीएनए प्रतिकृति कुछ नहीं बस एक प्रक्रिया है जिसमें एक डीएनए खुद को कॉपी करेगा और जैसा कि हमने सेल चक्र में देखा था इस प्रक्रिया में जहां डीएनए खुद की प्रतियां बनाता है सेल चक्र में एस चरण स्टेज के दौरान यूकेरियोटिक कोशिकाओं के मामले में याद रखें मैंने आपको बताया था कि सेल चक्र में एक सेल खुद को डॉटर सेल्स को जानकारी देने के लिए तैयार करता है और जिस तरह से करता है वह यह है कि यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से गुजरने और डिवाइडिंग से पहले सबसे पहले अपने डीएनए को डुप्लीकेट करता है इसलिए आज हम जो बात कर रहे हैं हम आज बात कर रहे हैं कि कैसे एक डीएनए खुद को कॉपी करने और वही जानकारी को डॉटर डीएनए अणु को पास करने में सक्षम है तो आइए हम देखें कि डीएनए प्रतिकृति के दौरान क्या होता है अब मैं चाहती हूं कि आप फिर से याद करें मैं 2 चीजें दोहरा रही हूं एंटीपैरल स्ट्रैंड काम्प्लिमेन्टैरिटी और 5 से 3 प्राइम में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स का गठन या नए न्यूक्लियोटाइड की इनकमिंग और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स का गठन और इसलिए 5 प्राइम से 3 प्राइम में दिशात्मकता है अब हम डीएनए प्रतिकृति को देखें अब डीएनए जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया था हमारे सेल्स में एक रैखिक अणु के रूप में मौजूद नहीं है यह हिस्टोन के साथ इंटरेक्शन के कारण एक संघनित रूप में रहता है और उस समय के आसपास जब कोशिका रिप्लिकेट होने के लिए तैयार हो रहा होता है वह शिथिल हो जाता है और यह क्रोमेटिन के रूप में मौजूद होता है अब यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीएनए एक हेलिक्स है यह एक अल्फा हेलिक्स है यह एक ट्विस्टेड् हेल्इकॅल संरचना है और तो मुझे डीएनए अणु बनाने दें हम कहते हैं कि यह एक डीएनए अणु है यह पहला स्ट्रैंड 5 प्राइम से चल रहा है हम कहते हैं 3 प्राइम तक और फिर आपके पास एक दूसरा स्ट्रैंड है जो इसका काम्प्लमेन्टरी है जहां यह 5 प्राइम एंड बन जाता है और यह 3 प्राइम एंड बन जाता है अब यह महत्वपूर्ण है कि अगर डीएनए को रिप्लिकेट होना है तो उसे पहले खोलना होगा और इस अन्वाइन्डिंग के अपने परिणाम हैं और इसे इस तरह से कल्पना करें आपके पास एक नायलॉन रस्सी है और आप नायलॉन रस्सी के 2 स्ट्रैंड को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं अब क्या होगा हर बार जब आप नायलॉन की रस्सी के 2 स्ट्रैंड को खींचने की कोशिश कर रहे होंगे तो वे वापस रिकॉइल् होने की कोशिश करेंगे अब वह एक प्रवृत्ति है अब वही बात और वही समस्या का सामना करना पड़ता है जब 2 स्ट्रैंड अलग होने जाते हैं और यह कैसे होता है कि सेल सुनिश्चित करता है कि एक बार जब स्ट्रैंड सेग्रगैटिड और अलग हो जाते हैं तो उन्हें डीएनए रेप्लकेशन की प्रक्रिया तक वापस रिकॉलिंग करने से रोका जाएगा अब इस एक बात पर विचार करना है तो आइए हम देखें कि डीएनए रेप्लकेशन कैसे होती है अब मानव डीएनए जैसा कि मैंने आपको बताया वास्तव में बहुत बड़ा है अब मैं डीएनए रेप्लकेशन के बारे में आज जो बात करने जा रही हूं जो मैं कवर करने जा रही हूं वह डीएनए रेप्लकेशन की मूल विशेषताएं है और सिर्फ आपको सामान्य विशेषताएं प्रदान करेंगे यूकेरियोट्स की तुलना में प्रोकैरियोट्स में वे थोड़ा अलग हैं हम बाद में उस बारे में बात करेंगे लेकिन अभी हम सिर्फ डीएनएअपने आप को कैसे कॉपी करता है यह देख रहे हैं अब डीएनए के पास न्यूक्लियोटाइड्स की व्यवस्था पर ये सिग्नचर अनुक्रम हैं जो एक बिंदु के लिए मान्यता के रूप में कार्य करते हैं जहां रेप्लकेशन शुरू होनी है अब ये क्षेत्र जहाँ डीएनए रेप्लकेशन शुरू होती है origin of replication कहलाती है ठीक है बैक्टीरिया में इसे ओरी सीक्वेंस कहा जाता है तो डीएनए डबल स्ट्रैंड पर विशिष्ट क्षेत्र हैं जो डीएनए रेप्लकेशन की पूरी मशीनरी को उस बिंदु तक निर्देशित करेंगे जो उन्हें बताएंगे कि यह वह जगह है जहां डीएनए रेप्लकेशन शुरू होनी चाहिए तो वह क्षेत्र जहाँ रेप्लकेशन वास्तव में शुरू होती है origin of replication कहलाती है आइए हम इस डीएनए स्ट्रैंड में वापस आते हैं तो हमारे पास ये 2 स्ट्रैंड हैं और अन्वाइन्डिंग होनी है तो इस स्ट्रैंड को अलग करना होगा तो यह ऐसा है जैसे आप कल्पना करते हैं कि यह आपका डबल हेलिक्स डीएनए है और फिर इसे खोलना है तो यह ऐसा है जैसे आपके पास एक ज़िप है और फिर आपको डीएनए के इस पूरे अणु को खोलना करना है और फिर यह अगली स्ट्रैंड है अब 2 हेलिक्स की यह ओपनिंग यहां कहीं न कहीं origin of replication होगा और यहीं से रेप्लकेशन शुरू होनी है पहली बात यह है कि 2 स्ट्रैंड को अन्वाइन्डिं करना होगा और यह अन्वाइन्डिंग एक विशेष एंजाइम की मदद से होती है तो यह एक क्लैंप की तरह एंजाइम है और इस एंजाइम को हेलिकेज़ कहा जाता है तो यह एंजाइम वास्तव में कुछ नहीं करता है बल्कि क्योंकि 2 स्ट्रैंड्स एक साथ आयोजित होते हैं काम्प्लमेन्टरी स्ट्रेंड्स को हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से एक साथ रखा जाता है यह मूल रूप से इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता हैतो यह अंदर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है इसलिए यह पहले यहां आकर बाउंड होगाअंदर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है और यह हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर देता है और जैसे जैसे इस दिशा में आगे बढ़ता है यह अन्वाइन्डिंग करता रहता है अनज़िप करता रहता है तो यह जिपर पर क्लैंप की तरह है जो सिर्फ 2 स्ट्रैंड को अनज़िप कर रहा है जो हाइड्रोजन बांड के माध्यम से एक साथ आयोजित किए जाते हैं तो हेलिकेज़ पहला एंजाइम है जो अंदर आता है और यह 2 डीएनए स्ट्रैंड को अन्वाइन्डिंग कर देता है जाहिर है कि यह प्रक्रिया अनायास नहीं होने वाली है इसके लिए किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा ATP से आती है मैंने सेल चक्र के दौरान उल्लेख किया था कि सेल सेल डिवीजन और सेल रेप्लकेशन के लिए खुद को भेजने से पहले यह सुनिश्चित करता है कि पर्याप्त ऊर्जा मौजूद है और अब आप इसकी सराहना कर सकते हैं कि क्यों क्योंकि अन्वाइन्डिंग की यह प्रक्रिया एक बहुत ही ऊर्जा गहन प्रक्रिया है और इसमें ATP के खर्च की आवश्यकता होती है इसलिए हेलिकेज़ पहला एंजाइम है जो आएगा और DNA के 2 स्ट्रैंड को खोल देगा अब हम देखते हैं कि क्या होगा अब जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि स्ट्रैड्स एक साथ वापस आने की कोशिश करेंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि DNA ने अभी भी अपने रिप्लकेटिंग करने के काम को पूरा नहीं किया है और जिस तरह से DNA इसे रोकता है वह दूसरे प्रोटीन के एक खंड द्वारा होता है जो कि जैसे ही अन्वाइन्डिंग होती है यह इन स्ट्रैंड्स से बाइंड हो जाते हैं ये प्रोटीन 2 स्ट्रैंड्स में से किसी एक पर बाइंड होंगे वास्तव में दोनों स्ट्रैंड्स पर और यह न केवल इन्हें एक दूसरे से बाइंडिंग करने से रुकेंगे बल्कि अगर DNA अलग स्ट्रैंड् अपने आप से रिकॉइल् की कोशिश करेगा तो यह भी रोक देंगे अब ये प्रोटीन जो रोकते हैं उन्हें एकल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटींस कहा जाता है तो यह SSBPs अब अलग किए गए स्ट्रैंड्स को अलग रखेंगे यह ठीक है लेकिन एक नया DNA कैसे अस्तित्व में आता है अब ऐसा इसलिए होता है तो मैं आपको फिर से बता दूं कि origin of replication है जहां रेप्लकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आपके पास पहला एंजाइम है जो अंदर आता है और जो आपके DNA की अन्वाइन्डिंग में मदद करता है जो हेलिकेज़ है एक बार जब DNA अन्वाइन्ड हो चुका होता है वह 2 अलग स्ट्रैंड्स अलग रहते हैं प्रोटीन के दूसरे वर्ग के लिए धन्यवाद जिन्हें एकल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है अब एक बार ऐसा होने के बाद एक एंजाइम होगा जो तब आएगा और सावधानीपूर्वक एक बार में 1 न्यूक्लियोटाइड लाना शुरू हो जाएगा और एक दूसरा स्ट्रैंड बना देगा तो आइए हम इस अलग हुए स्ट्रैंड को लेते हैं और हम कुछ सीक्वेंस देते हैं मान लें कि इसमें एक A एक और A एक T एक और T एक C और एक G का अनुक्रम है चूंकि यह स्ट्रैंड इस स्ट्रैंड से काम्प्लमेन्टरी था इसलिए इसके पास काम्प्लमेन्टरी जानकारी होनी चाहिए जो यह होनी चाहिए यहाँ एक C एक G यहाँ सही और A यहाँ दूसरा A यहाँ एक T यहाँ और एक T यहाँ तो अब इस अलग स्ट्रैंड को एक नई कॉपी देनी होगी यह वापस नहीं जा सकता है और अपने पार्टनर के साथ संयुति नहीं कर सकता है जो पहले था इसे नए स्ट्रैंड को जन्म देना होगा अब यह पोलीमराइज़ेशन इस स्ट्रैंड द्वारा तय अनुक्रमों के अनुसार नए न्यूक्लियोटाइड्स को लाने का काम DNA polymerase नामक एक एंजाइम द्वारा किया जाता है अब प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स दोनों में विभिन्न प्रकार के DNA polymerase हैं मैं उन विवरणों में नहीं रही हूं मैं इस क्लास को बहुत सरल रखना चाहती हूं तो ये DNA polymerases न्यूक्लियोटाइड 1 लाएंगे और इसे 3 प्राइम एंड में अगले न्यूक्लियोटाइड से जोड़ देंगे तो क्या होता है इस DNA polymerase को 2 चीजों की जरूरत है सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण इसे मार्गदर्शन करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है कुछ यह बताने के लिए कि इस न्यूक्लियोटाइड के बाद इस न्यूक्लियोटाइड को आना है इसलिए इसे जरूरत है जिसे हम टेम्पलेट कहते हैं तो यह अलग स्ट्रैंड DNA polymerase के लिए एक टेम्पलेट की तरह काम करता है पहली आवश्यकता एक टेम्पलेट है दूसरी आवश्यकता अधिक बड़ी डील है क्योंकि यह DNA polymerase की स्ट्रीन्जॅन्सि है जो हमारे लिए कुछ समस्याएं पैदा करेगा और हम देखेंगे कि कैसे DNA polymerase de novo बनाना शुरू नहीं कर सकता है इसलिए यदि नए स्ट्रैंड को यहां आना है तो उसे 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में संश्लेषित होना होगा याद रखें कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का एक गठन होता है और यह इसलिए होता है क्योंकि आने वाले न्यूक्लियोटाइड जिसकी शुगर के पांचवें कार्बन पर फॉस्फेट होता है को एक मौजूदा न्यूक्लियोटाइड के साथ एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना होता है जिसमें 3 प्राइम हाइड्रोसिल होता है तो इसे 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में एक चेन बनानी होगी समस्या यह है कि पॉलीमरेज़ अपने आप ही नया स्ट्रैंड बनाना शुरू नहीं कर सकता है इसे जरूरत है एक टेम्पलेट की आवश्यकता है यह बताने के लिए कि न्यूक्लियोटाइड्स को किस क्रम में डालें दूसरा यह है कि इसे प्राइमर की आवश्यकता है इसलिए इसे किसी चीज की जरूरत होगी जो जाए इसे बताएं कि वहां से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना शुरू करना होगा तो यह किसी प्रकार का एक संकेतक होना चाहिए जो हमें बताएगा कि यहां से आपको एक निश्चित दिशा में न्यूक्लियोटाइड जोड़ना शुरू करना होगा और DNA polymerase हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है तो मूल रूप से यह DNA polymerase की आवश्यकता है इसलिए जब हमने 2 स्ट्रैंड को अलग किया है तो अलग स्ट्रैंड एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है इसलिए इस आवश्यकता का ध्यान रखा गया है यह केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में पॉलिमराइज़ करेगा यह भी हमें पता है कि ऐसा होता है लेकिन यह कैसे तय होगा कि कहां जोड़ना शुरू करना है अब यह आवश्यकता कि इन न्यूक्लियोटाइड्स को एक बार में एक कहाँ से जोड़ना शुरू किया जाए एक और एंजाइम द्वारा लाया जाती है जिसे प्राइमेज कहा जाता है अब प्राइमेज़ एक बहुत ही रोचक एंजाइम है यह हर बार एक हेलिकेज़ के साथ टैग होता है और जैसे जैसे अन्वाइन्डिंग होती है मान ले पहले हेलिकेज़ यहां बैठा था और फिर इस दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया यहां तक पहुंच गया अब यह उसी तरह आगे बढ़ना जारी रखा है अब चूंकि यह हेलिकेज़ को अन्वाइन्डिंग करना शुरू कर देता है तो प्राइमेज़ हेलिकेज के साथ साथ पिगीबैक हो जाता है और जब भी अन्वाइन्डिंग होती है तो यह तुरंत प्राइमर बना लेता है अब प्राइमर और कुछ नहीं बल्कि लगभग 10 आधार लंबा RNA अनुक्रम है इसलिए यह एक RNA polymerase की तरह है तो यह क्या करता है कि यदि आपके पास यह एक अनुक्रम के रूप में है तो यह बनेगा मुझे इसे जारी रखने दे यह 3 प्राइम है यह 5 प्राइम के रूप में जारी है मान ले एक और सेट यहाँ बेस का सेट G C T इत्यादि तो यह क्या करता है इसे पढ़ता है तुरंत एक छोटे आरएनए अणु को संश्लेषित करता है T हमेशा A के साथ जोड़ा बनाएगा C एक G के साथ जोड़ा बनाएगा G एक C के साथ जोड़ा बनाएगा और अगर यह एक RNA अणु है और मान ले कि यहाँ A था अब RNA थाइमिन नहीं देगा यह एक यूरेसिल देगा तो यह RNA के इस छोटे से खिंचाव को एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में संश्लेषित करता है तो यह प्राइमर अब आधार के रूप में कार्य करता है जिस पर DNA polymerase न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना शुरू कर सकता है अब यह एंजाइम प्राइमेज द्वारा बनता है और एक बार आरएनए प्राइमर होता है डीएनए पोलीमरेज़ तो यह 5 प्राइम है इसलिए यहाँ 3 प्राइम हाइड्रॉक्सिल पेन्टोज़ शुगर की फ्री है तो यह अब एक नए न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड का निर्माण करेगा जो अंदर आ रहा है और यह तय करेगा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड अंदर आएगा यह टेम्पलेट पर अनुक्रम द्वारा तय किया गया है तो इस तरह से पॉलीमरेज़ शुरू होगा तो हम इसे एक और कलर देते हैं तो हम कहते हैं कि इसने एक्टिंग करना शुरू कर दिया है इसलिए यह यहां एक C डाल देगा हम यहां एक G डालेंगे यहां एक A है और फिर से A है अब यह DNA है यह RNA नहीं है तो यह यहाँ एक थाइमिन और यहाँ एक थाइमिन डाल देगा और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी तो यहाँ क्या होता है की डीएनए पोलीमरेज़ को कहीं शुरू करने की जरूरत होती है और यह प्राइमर है जो दिशा देता है जो यहां से न्यूक्लियोटाइड जोड़ना शुरू करता है और ठीक यही होता है एक बार प्राइमर आसपास के क्षेत्र में होता है तो डीएनए पोलीमरेज़ साथ साथ हॉप करता है और चलता है और यह 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में पॉलीमेरीस करना शुरू कर देता है अब आप यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं वह 2 चीजें हैं एक जैसे ही 2 स्ट्रैंड खुल गए हैं और वे अलग हो गए हैं आपके पास एक संरचना का गठन होता है धन्यवाद हेलिकेज़ द्वारा अन्कॉइलिंग के लिए जो कि रेप्लिकेशॅन फ़ॉर्क कहा जाता है तो यह एक रेप्लिकेशॅन फ़ॉर्क है अब उस रेप्लिकेशॅन फ़ॉर्क में किसी एक स्ट्रैंड के लिए 2 स्ट्रैंड्स सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन के कारण अलग रह जाते हैं एक बार स्ट्रैंड में से किसी एक के लिए अलग रहने के बाद क्या होता है जल्दी पॉलीमराइजेशन होने लगता है जैसे ही प्राइमर को डाला गया है प्राइमेज के लिए धन्यवाद आप पाते हैं कि डीएनए पोलीमरेज़ लगातार न्यूक्लियोटाइड जोड़ना शुरू कर देता है क्योंकि डीएनए पोलीमरेज़ केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में काम करता है अब यह नया संश्लेषित स्ट्रैंड जो गुलाबी रंग में है यह एक सही यहाँ तक यह एक RNA है और फिर यह गुलाबी स्ट्रैंड के रूप में जारी है यह लगातार आगे बढ़ता रहता है तो जब तक हेलिकेज़ अन्वाइन्डिंग करता रहता है तब तक यह विशेष स्ट्रैंड लगातार संश्लेषित होता रहता है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज़ 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में काम करता है और एक्सटेंशन को चालू रखने के लिए एक प्राइमर पर्याप्त है यह स्ट्रैंड जो लगातार संश्लेषित होता है अग्रणी स्ट्रैंड कहलाता है अभी तक सब कुछ ठीक है अच्छा है लेकिन फिर समस्या इस एक के लिए आती है अब यहां 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम डायरेक्शन इस तरह से चल रही है इस स्ट्रैंड का यहां 5 प्राइम एंड है और यहां 3 प्राइम एंड है और अगर डीएनए पोलीमरेज़ को काम करना है तो डीएनए पोलीमरेज़ काम्प्लमेन्टरी फैशन में 5 प्राइम में 3 प्राइम काम करेगा लेकिन यह एक और समस्या है जिसका सामना होता है क्योंकि हेलिकेज़ तेजी से आगे बढ़ रहा है अन्वाइन्डिंग करता रहता है और जैसे जैसे यह अन्वाइन्डिंग करता है पिग्गी बैक प्राइमेस प्राइमर जोड़ता रहता है तो इस स्ट्रैंड में क्या होता है कि इस विशेष काम्प्लमेन्टरी स्ट्रैंड के लिए डीएनए पोलीमरेज़ एक खिंचाव पर नए न्यूक्लियोटाइड को संश्लेषण नहीं कर सकता है इसे स्ट्रेच में इन चीजों को जोड़ते रहना है तो हम कहते हैं डीएनए पोलीमरेज़ ने इस चीज़ का पॉलिमराइज़ करना शुरू कर दिया है इन बेस को 5 प्राइम से 3 प्राइम में जोड़ना शुरू कर दिया है जब तक यह इसे समाप्त करता है तब यह क्षेत्र आगे अन्कॉइल्ड होता है और जब एक नए प्राइमर का गठन होता है इसलिए डीएनए बहुलक को वापस आना और कूदना होगा और फिर संश्लेषित होना होगा इसके बाद यह आगे अन्कॉइल्ड होगा फिर से यहाँ एक प्राइमर का निर्माण होता है और फिर इसे फिर से 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में विस्तारित होना होगा तो जो आप पाते हैं वह यह है कि जब आपके पास यह छोटे स्ट्रेच संश्लेषित होते हैं तो दूसरा स्ट्रैंड निरंतर तरीके से संश्लेषित नहीं किया जाता है हालांकि इसे 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में संश्लेषित किया जा रहा है लेकिन यह निरंतर तरीके से नहीं हो रहा है और यह इस एक के लिए क्या होता है कि अंत में आपको नए स्ट्रैंड के छोटे छोटे स्ट्रेच संश्लेषित मिलते हैं हर बार आपके पास एक आरएनए प्राइमर आरएनए प्राइमर और एक आरएनए प्राइमर होता है तो यह स्ट्रैंड पहले स्ट्रैंड की तुलना में थोड़ा धीमा है और इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और फिर एक बार यह बन जाने के बाद अब हमारे पास है हम कहेंगे आइए मैं इसे बहुत सरल रूप में बताती हूं तो आपके पास यह DNA अणु है और फिर आपके पास यह 3 प्राइम एंड है यह बिंदु आपको 5 प्राइम देता है और तब यह 3 प्राइम था और फिर यह 5 प्राइम था तो अब क्या हो रहा है कि आपको एक नया अणु संश्लेषित मिल रहा हैं अग्रणी स्ट्रैंड के साथ जो रेप्लिकेशॅन फ़ॉर्क की ओर बढ़ रहा है और एक लैगिंग स्ट्रैंड जो बिट्स और टुकड़ों में संश्लेषित हो रहा है अब लैगिंग स्ट्रैंड के इन छोटे टुकड़ों में से प्रत्येक को ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहा जाता है अब क्या हुआ है की यह एक अणु अब 2 अणुओं को जन्म दे रहा है और इन ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को बाद में फिर से जुड़ना होगा न केवल उन्हें जुड़ना होता है जो भी RNA बैठा था प्राइमर था जो यहां बैठा था एक प्राइमर था जो यहां बैठा था आपके पास यहां प्राइम हैं यहां प्राइमर प्राइमर यहां है इन सभी प्राइमरों को हटाना होगा और डीएनए अनुक्रम से बदलना होगा क्योंकि अंत में यह DNA की नकल करने के बारे में है न कि डीएनए आरएनए अणु के बारे में तो क्या होता है की प्राइमर को हटा दिया जाता है जब ओकाज़की फ्रेगमेंट्स एक और प्रकार के डीएनए पोलीमरेज़ के द्वारा गठित हो जाते हैं इसीलिए मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के डीएनए पोलीमरेज़ हैं मैं उन सभी में नहीं जा रही हूं यह एक अलग डीएनए पोलीमरेज़ है यह डीएनए पोलीमरेज़ उन लापता टुकड़ों को फिर से संश्लेषित कर देगा जो मूल रूप से RNA द्वारा कब्जा कर लिए गए थे और लैगिंग स्ट्रैंड के लिए एक बार इनका संश्लेषण हो जाने के बाद इन टुकड़ों को एक साथ सिलना पड़ता है क्योंकि यह एक निरंतर स्ट्रेच होना चाहिए और यह स्टिचिंग एक अन्य महत्वपूर्ण एंजाइम से होती है जिसे डीएनए लिगेज कहा जाता है तो आप यहाँ क्या नोटिस करते हैं आपने एक डबल हेलिक्स के साथ शुरुआत की हेलिक्स अन्कॉइल्ड हो जाता है धन्यवाद हेलिकेज़ का और 2 अलग स्ट्रैंड्स को सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से एक अलग स्थिति में बनाए रखा गया इतना ही नहीं जैसे ही अन्कॉइलिंग हुई आपने प्राइमेज़ आने दिया इसने आरएनए के छोटे हिस्सों डालना शुरू किया जिसे आप प्राइमेज कहते हैं आपको इस प्राइमर की आवश्यकता है क्योंकि डीएनए पोलीमरेज़ को उस पर निर्माण करना है साथ ही आरएनए प्राइमर इस डीएनए पोलीमरेज़ के लिए एक नींव के रूप में कार्य करता है फिर न्यूक्लियोटाइड्स को 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में जोड़ता रहता है 2 अलग किए गए स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड लगातार बढ़ता है इसलिए इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है लेकिन क्योंकि यहां से अन्कॉइलिंग इस अंत में हो रही है और डीएनए पॉलीमरेज़ केवल 5 प्राइम में 3 प्राइम में काम करता है दूसरे स्ट्रैंड के लिए डीएनए पोलीमरेज़ छोटे टुकड़ों में हिस्सों को जोड़ता है जिसे आप ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को DNA ligase द्वारा एकल स्ट्रैंड के रूप में स्टिच किया जाता है जबकि आरएनए सीक्वन्स को दूसरे डीएनए पोलीमरेज़ द्वारा हटा दिया जाता है तो इस तरह से डीएनए रेप्लकेशन होती है और फिर अंत में एक बार यह खुद को कॉपी करने के बाद डीएनए पोलीमरेज़ एक बिंदु तक पहुंच जाएगा जिस तरह से आपके पास प्रतिकृति की उत्पत्ति होती है आपके पास DNA पर एक और हस्ताक्षर सीक्वन्स होगा जिसे टर्मिनेटर कहा जाता हैप्रोकैरियोट्स के मामले में इन्हें टर्मिनेटर सीक्वन्स कहा जाता है यूकेरियोट्स के मामले में आपके पास ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें टेलोमेयर कहा जाता है तो तरह से डीएनए रेप्लकेशन होती है अब आप इस पूरी प्रक्रिया के अंत में नोटिस करते हैं एक बार जब यह डीएनए रेप्लकेशन हो जाता है तो आपको जो मिल रहा है वह 2 डॉटर डीएनए अणु हैं यह एक लीडिंग स्ट्रैंड के कारण बनता है ठीक और यह एक लैगिंग स्ट्रैंड के कारण बनता है लेकिन आप जो नोटिस करते हैं वह प्रत्येक नई डॉटर डीएनए अणु में एक स्ट्रैंड पर्इन्टल स्ट्रैंड है जो मूल डीएनए से आया है जबकि एक स्ट्रैंड नव संश्लेषित स्ट्रैंड है इस अणु में भी यही होता है एक स्ट्रैंड पर्इन्टल डीएनए से होता है दूसरा स्ट्रैंड नव संश्लेषित स्ट्रैंड होता है तो डीएनए रेप्लकेशन का ऐसा मोड जहां अभी भी मूल पर्इन्टल स्ट्रैंड है उसमें से एक और यह एक नव संश्लेषित है काम्प्लिमेन्टैरिटी की वजह से इसे रेप्लकेशन का सेमी कन्सर्वटिव मोड कहा जाता है तो इसके साथ ही हमने यह भी बताया है कि डीएनए कैसे अपने आप को रिप्लकेट करता है इससे पहले कि मैं समाप्त करूं मैं कुछ बिंदुओं को उजागर करना चाहती हूं डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स एंटीपैरेरल हैं बेस पेयरिंग 2 स्ट्रैंड्स के बीच काम्प्लिमेन्टैरिटी प्रदान करता है और फिर आपके पास एक पूरा एरे एंज़ाइम्स का एरे जो डीएनए के अन्कॉइलिंग डीएनए के पॉलीमराइजेशन के लिए आवश्यक होता है डीएनए पोलीमराइजेशन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में होती है और वह केवल उस रसायन विज्ञान के कारण है जिसके द्वारा DNA में शुगर फास्फेट बॉन्ड वास्तव में बनता है अब मैं चाहूंगी कि अगर आपके पास समय हो तो इन कुछ मजेदार वीडियो को देखें और पहले वाला वीडियो 2 वीडियो है जो बहुत संक्षेप में एनीमेशन में आपको दिखाते हैं कि रेप्लकेशन की यह प्रक्रिया कैसे होती है जिसे मुझे समझाने में लगभग 30 मिनट का समय लगा है आप इसे लगभग 5 से 10 मिनट के वीडियो में देख सकते हैं और यह एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो है एक और वीडियो है जो आपको बताएगा यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रोकैरियोट्स बनाम यूकेरियोट्स में डीएनए रेप्लकेशन के बीच क्या अंतर है और आखिरी ग्लेन वोल्केनफेल्ड द्वारा फिर से एक मजेदार रैप गीत है जो आपको डीएनए रेप्लकेशन के विभिन्न त्वरित प्लेयर्स को जल्दी से समझने में मदद करेगा धन्यवाद और मैं आपको बाद में देखूंगी